इस व्याख्यान में हम औपचारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित करते हैं विभिन्न अवधारणाओं को पेश करते हैं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं हमने पहले के 34 व्याख्यानों में अब तक जो देखा है वह संचालन प्रबंधन में सिद्धांत और अवधारणाएं हैं अनिवार्य रूप से एक संगठन के भीतर क्या होता है इससे संबंधित चीजें भले ही ऐसे उदाहरण थे जहां हमने मॉडल देखे हैं कई संगठन थे या कई संगठनों की भूमिका थी जहां कब्जा कर लिया गया था अब हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित करते हैं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के समग्र संदर्भ में हमने पिछले व्याख्यानों में जो देखा है उसे स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं स्लाइड को हम पहले के एक व्याख्यान में देख चुके हैं आइए हम इस स्लाइड के महत्व को जल्दी से दोहराएं अब यह स्लाइड विनिर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बात करती है मुझे इसे पढ़ने दें उत्पादों की बढ़ती विविधता पर छोटे रनों और छोटी गुणवत्ता के साथ छोटे लीड समय पर स्वचालित रूप से निवेश पर वापसी में सुधार करें और प्रक्रिया और सामग्रियों में नई तकनीक शुरू करें ताकि स्थानीय और विदेशी प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए कीमत कम की जा सके मैकेनाइज शेड्यूल को लचीला बनाए रखें इन्वेंट्री को कम रखें रखें पूंजीगत लागत न्यूनतम है और कार्य बल को बनाए रखें यह 1985 में स्किनर द्वारा दी गई एक परिभाषा है अगर हम इस परिभाषा को बहुत ध्यान से देखें तो विनिर्माण के लिए एक भूमिका है उत्पादों की विविधता को बढ़ाने के लिए एक भूमिका है उन्हें बहुत कम लीड समय में उत्पादन करने की आवश्यकता है प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए और सामग्री में नई तकनीक को स्वचालित करने और लाने की भी आवश्यकता है और शेड्यूल को लचीला रखने के लिए और कार्य बल को बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता है इसलिए इनमें से अधिकांश विनिर्माण के सिद्धांतों और आवश्यकताओं से संबंधित हैं लेकिन एक भूमिका या विभिन्न संगठन या कई संगठन भी हैं जिनके साथ विनिर्माण कंपनी इन विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए बातचीत करती है इसलिए व्यवसाय में सफल होने के लिए विनिर्माण की इन आवश्यकताओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है और भागीदारों के साथ भी ऐसा करें जो आपूर्तिकर्ता हैं जो ग्राहक हैं और जो अन्य हितधारक हैं इसलिए संगठन के समग्र प्रदर्शन के साथ साथ इसके साझेदारों को बेहतर बनाया जाता है और संगठन के बीच बातचीत की यह श्रृंखला जो इन उत्पादों को बनाती है साथ ही साथ आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को मोटे तौर पर आपूर्ति श्रृंखला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने उत्पादन की लागत को कम करने और लाभ को अधिकतम करने के संदर्भ से ग्राहक अपेक्षा को पूरा करने के संदर्भ में विनिर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बात की है अगर कुछ समय और चाहिए समय की अवधि में विनिर्माण की आवश्यकताओं चार महत्वपूर्ण पहलुओं और अवधारणाओं की गुणवत्ता के वितरण और लचीलेपन को पूरा करने के लिए कई तरीके विकसित हुए हैं और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये एक दूसरे के खिलाफ व्यापार नहीं किया जाना है लेकिन एक साथ प्राथमिकता के रूप में होना है जिसका अर्थ है कि जैसे कि यदि कोई संगठन लागत में कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह महंगी कम लचीलेपन या कम गुणवत्ता पर नहीं कर सकता है एक को अन्य तीनों को एक ही स्तर पर रखना है और प्रयास करना है और चार को बढ़ाना है या प्रयास करना है और उन सभी को संभव सीमा तक बढ़ाना है लेकिन सुनिश्चित करें कि इनमें से किसी भी पैरामीटर के संबंध में प्रदर्शन में कमी नहीं आएगी क्योंकि अधिक प्रयास और उनमें से एक पर जोर दिया गया है मोटे तौर पर हम कुछ कार्यप्रणाली को देखते हैं जो इन मेट्रिक्स या निर्माण के संकेतक या व्यवसाय के प्रदर्शन संकेतकों को संबोधित करने के लिए विकसित हुई हैं कुल गुणवत्ता प्रबंधन दोषरहित गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए विकसित हुआ और संगठन के भीतर लोगों को गुणवत्ता के सामान और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ संगठन में समग्र गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के लिए विकसित हुआ इसलिए मैट्रिक्स में से एक गुणवत्ता है और गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक पद्धति के रूप में विकसित हुआ है लचीली विनिर्माण प्रणाली त्वरित प्रतिक्रिया और लचीलापन प्राप्त करने के लिए विकसित हुई चंचल विनिर्माण दुबला विनिर्माण और सिर्फ समय निर्माण के रूप भी कचरे को कम से कम देखते हैं ताकि विनिर्माण की कुल लागत कम हो और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उत्पादों को वितरित करने कम आविष्कार करने और बनाए रखने के लिए समय की अवधि में विकसित हुआ इसलिए कुछ अर्थों में यदि कोई संगठन अभ्यास कर रहा होगा या सभी चार तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा कि हम टीक्यूएम एफएमएस एजाइल लीन विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में बात करते हैं ताकि लागत लचीलापन गुणवत्ता और वितरण एक साथ प्राप्त हो अब आपूर्ति श्रृंखला की औपचारिक परिभाषा पर चलते हैं आपूर्ति श्रृंखला के लिए कई परिभाषाएं मौजूद हैं उनमें से एक पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और यह परिभाषा इस प्रकार है आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं और वितरण विकल्पों का एक नेटवर्क है जो सामग्री की खरीद मध्यवर्ती और तैयार उत्पादों में इन सामग्रियों के परिवर्तन और ग्राहकों को इन तैयार उत्पादों के वितरण का कार्य करता है तो मैं इसे फिर से दोहराऊं यह सुविधाओं और वितरण विकल्पों का एक नेटवर्क है जो तीन कार्यों को करता है एक खरीद है दूसरा इन सामग्रियों का निर्माण या परिवर्तन उत्पादों में है और तीसरा वितरण है जो निर्मित उत्पादों को अंतिम या अंतिम ग्राहक तक पहुंचाना है यह ली और बिलिंगटन द्वारा दी गई परिभाषा है और व्यापक रूप से पाठ्य पुस्तकों और अन्य शोध सामग्री में उपयोग की जाती है अब हम जल्दी से देखेंगे कि आपूर्ति श्रृंखला में कौन से खिलाड़ी हैं तो कोई आपूर्ति श्रृंखला में 3 अलग या 4 अलग प्रकार के खिलाड़ियों के बारे में सोच सकता है अब आपूर्तिकर्ताओं का एक सेट है जो पहले यहां दिखाया गया है और फिर विनिर्माण या संगठन है जो केंद्रीय है जो उत्पाद बना रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और फिर उत्पादित माल एक चैनल के माध्यम से ग्राहकों को भेजा जाता है इसलिए यह एक वितरण चैनल हो सकता है और वहां से यह अंतिम ग्राहक के पास जाता है हम वास्तव में इन दोनों को एक ही चीज़ में जोड़ सकते हैं जिसे ग्राहक या वितरण कहा जाता है इसलिए खरीद की पूर्व परिभाषा विनिर्मित वस्तुओं में उत्पादों के परिवर्तन और उन ग्राहकों के साथ फिट होने के लिए जो वहां हैं अब जो निर्माण हम यहां दिखाते हैं हमने यह भी लिखा है कि विनिर्माण में आंतरिक आपूर्तिकर्ता और ग्राहक हैं निर्मित वस्तुओं या उत्पादों का विनिर्मित उत्पादों में परिवर्तन चरणों में होता है और अगर हम इन चरणों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक चरण एक आंतरिक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है समग्र विनिर्माण के भीतर ग्राहक जो आंतरिक आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के रूप में दिखाया गया है और फिर यह बाहरी ग्राहकों के पास जाता है इसलिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से यह आंतरिक आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के पास जाता है और फिर यह बाहरी ग्राहकों के पास जाता है और फिर अंतिम ग्राहक तक पहुंचता है अब हम यह भी देखते हैं कि उद्यमों में आपूर्ति श्रृंखला में कटौती हुई है ऐसे कई संगठन हैं जो इन आपूर्तिकर्ताओं के अंतर्गत आते हैं हालांकि हमने इसे एकल श्रृंखला के रूप में दिखाया है जो सिर्फ 3 या 4 को जोड़ता है इकाइयाँ जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आपूर्तिकर्ताओं का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे आपूर्तिकर्ता हैं जो इस विनिर्माण संगठन को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं इसलिए यदि हम किसी एकल विनिर्माण संगठन के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला की बात करते हैं अब यहां एक संगठन है यहां कई संगठन हैं जो आपूर्तिकर्ता हैं और यहां कई संगठन हैं जो अंतिम ग्राहक हो सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो वितरण चैनल में होंगे इसलिए यदि हम इस विनिर्माण संगठन के संबंध में बहुत विशिष्ट हैं तो आपके पास आपूर्तिकर्ताओं के रूप में यहां कई नोड होंगे जो इस पर आइटम भेजेंगे और यहां से यह कई बाहरी ग्राहकों की ओर बढ़ेगा यह इस तरह से कई लोगों के लिए आगे बढ़ेगा और फिर यह इस तरह से आगे बढ़ेगा एक यह भी निरीक्षण कर सकता है कि यदि हम एक समग्र आपूर्ति श्रृंखला को देखें जहाँ आपूर्तिकर्ता का ये सेट इस और इसी तरह एक से अधिक उत्पादन कर सकता है लेकिन आमतौर पर जब हम किसी संगठन के संदर्भ से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि यहां एक ही संगठन है हमने यह भी देखा है कि इस विनिर्माण के भीतर कई चरण होते हैं जहां प्रत्येक चरण एक आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के रूप में अगले चरण के साथ साथ क्रमशः पिछले चरण में कार्य करेगा इसलिए उद्यमों में आपूर्ति श्रृंखला में कटौती की जाती है और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना है कि यह एक कंपनी या संगठन नहीं है यह यहां एक वितरण तंत्र या यहां एक ग्राहक नहीं है इसकी कई कंपनियां हैं कई संगठन हैं जो यहां आते हैं और इसलिए आपूर्ति श्रृंखला आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क है अगर हम परिभाषा पर वापस जाते हैं तो यह सुविधाओं और वितरण विकल्पों का एक नेटवर्क है अब आपूर्ति श्रृंखला को समग्र रूप से देखने और आपूर्ति श्रृंखला के लिए हमारे पास क्या कारण हैं जो एक साथ संगठनों का एक नेटवर्क है और इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है कि कोई व्यक्ति संगठन विशेष विनिर्माण इकाई के प्रदर्शन को कैसे अनुकूलित या बढ़ाता है अब आपूर्ति श्रृंखला को समग्र रूप से या इन सुविधाओं और संगठनों के एक नेटवर्क के रूप में देखने का कारण निम्नलिखित हैं अब पहले वाला उत्पाद जीवन चक्र सिकुड़ रहा है पारंपरिक रूप से उत्पाद जीवन चक्र लंबा था बाजार में आने वाला कोई भी उत्पाद लंबे समय तक बाजार में बना रहता है लेकिन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान में वृद्धि के साथ हम महसूस करते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र कम होते हैं और इसलिए नए उत्पादों को समय पर लाने मौजूदा उत्पादों के अप्रचलित होने या उत्पाद की विविधता बढ़ाने से पहले नए उत्पादों को बाहर लाना आवश्यक है नए उत्पादों में लाकर जो अंततः पुराने उत्पादों को उत्तरोत्तर अप्रचलित कर देंगे इसलिए उत्पाद जीवन चक्र कम हैं और नए उत्पादों को जल्दी लाने की आवश्यकता है अब जब नए उत्पादों को जल्दी लाने की आवश्यकता होती है तो हम पिछली स्लाइड पर वापस जाते हैं हमें पता चलता है कि यदि यह इकाई जो विनिर्माण है तो नए उत्पादों को जल्दी से लाना होगा फिर इस इकाई के लिए एक निश्चित भूमिका है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं का एक सेट है साथ ही साथ इस इकाई के सेट के लिए एक भूमिका है जो अंतिम ग्राहक और निर्माता के बीच में हैं अब आपूर्तिकर्ताओं को इन नए उत्पादों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहना होगा जिसका अर्थ है कि उन्हें निर्माता के साथ एकीकृत और समन्वय करना होगा और एक बार जब ये निर्मित उत्पाद प्रेषण के लिए तैयार हो जाते हैं या ग्राहक को भेजे जाते हैं तो अब वितरण चैनलों को इसे जल्दी करने के लिए तैयार रहना होगा इसलिए इन विभिन्न संगठनों को एक साथ लाने की आवश्यकता है और सामूहिक रूप से इस गतिविधि को योजनाबद्ध और निष्पादित करना है ताकि इन सभी के लिए लाभ बढ़े और अधिकतम हो इसी तरह से हमारे पास डिलीवरी के लिए टाइम विंडो सिकुड़ रही है आज एक बार ऑर्डर देने के बाद ग्राहक को उम्मीद है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी इसलिए संगठनों को वितरित करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं लग सकता है और इसलिए तेजी से चीजों का उत्पादन करना होगा जो समान मात्रा में सोच की आवश्यकता होती है जहां हमें आपूर्तिकर्ताओं साथ ही ग्राहकों के साथ बातचीत करनी होगी गैर सिकुड़ते लीड समय एक यह भी देखेगा कि एक लचीली विनिर्माण और स्वचालन के माध्यम से एक तकनीक एक उत्पाद के निर्माण के लिए समय कम करती है जिस दर पर विनिर्माण समय या प्रसंस्करण समय कम होता है वह दर उस उत्पाद के रूप में उच्च नहीं होती है जीवन चक्र बदल जाते हैं इसलिए हम इसे गैर सिकुड़ते लीड समय के रूप में कहते हैं जबकि हमारे पास डिलीवरी के लिए सिकुड़ते समय की खिड़की है यहाँ सिकुड़न की दर यहाँ सिकुड़न की तुलना में बहुत तेज़ या अधिक है जिसका अर्थ है कि किसी को भी इन पहलुओं का ध्यान रखना और निर्णय को समग्र रूप से करना होगा इसके अलावा कभी कभी उत्पाद विविधता बढ़ती है जो नए लोगों को यहां लाती है और जो यहां ग्राहकों के नए सेट में भी लाता है तो ऐसा नहीं है कि लोगों का यह सेट जो आपूर्तिकर्ताओं में हैं आपूर्तिकर्ताओं का एक सीमित सेट है यह उत्पाद की मात्रा और विविधता बढ़ने के साथ साथ बदलता भी रहता है इसी तरह यहां अंतिम ग्राहकों का सेट भी बदल जाता है क्योंकि उत्पाद की मात्रा और विविधता बढ़ जाती है और इसलिए इन सभी को आपूर्ति श्रृंखला नामक एक एकल इकाई में एकीकृत करने की आवश्यकता है और योजना और समन्वय को एक साथ करना है ताकि श्रृंखला का समग्र लाभ या श्रृंखला के सभी सदस्यों का समग्र लाभ बढ़े और प्रदर्शन बेहतर हो अब हमें देखने के लिए कौन सी अतिरिक्त समस्याएं हैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मांग अनिश्चितता है अब एक बार जब हम कई उत्पादों में शामिल हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे उत्पाद की मात्रा और विविधता बढ़ती है हमने पहले के व्याख्यानों में देखा है कि आज की चुनौती बढ़ी हुई मात्रा और विशेष रूप से बढ़ी हुई किस्म को पूरा करना है इसलिए जैसे जैसे विविधता बढ़ती जाती है हम यह भी देखते हैं कि दी गई विविधता के लिए मांग की अनिश्चितता भी बढ़ती है जब हम किसी दिए गए उत्पाद के वेरिएंट को एकत्र करते हैं या जब हम एक समान उत्पाद की विभिन्न किस्मों की माँगों को एकत्र करते हैं तो पूर्वानुमान त्रुटि हो सकती है जो कि छोटी होती है या यह संभव हो सकता है कि कुल मांग कम दिखे लेकिन जिस क्षण हमारे पास अधिक उत्पाद और अधिक विविधता होती है मांग भिन्नता बढ़ती है और मांग में अनिश्चितता बढ़ जाती है इसलिए बढ़ जाती है अब इसे संबोधित किया जाना है और इसे केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब संगठन एक दूसरे के करीब आते हैं अब लीड समय ऑर्डर करने का क्रम भी बढ़ता है और एक जवाबदेही निचोड़ भी है जो संगठनों का उत्पादन करता है और चीजों को बहुत तेजी से वितरित करता है और मुनाफे में सुधार के साथ साथ संगठन के भीतर नकदी प्रवाह को बढ़ाने की भी निरंतर आवश्यकता है इसलिए ये ऐसे कारण हैं जिनके लिए हमें संगठनों को एक साथ आने योजना और समन्वय को एक साथ करने की आवश्यकता है ताकि इन सभी के लिए समग्र उद्देश्य पूरा हो सके अब आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए कौन से क्षेत्र हैं आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के कई क्षेत्र हैं अब अगर हम खुद को इस इकाई के रूप में स्थापित कर रहे हैं जो विनिर्माण या संगठन है जो बहुत सारे आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ बहुत सारे ग्राहकों के साथ बातचीत करने जा रहा है महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं अपने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में सुधार कैसे करूं अब निर्माण करने के लिए हमें कई आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता है अब आपूर्तिकर्ताओं से संगठन तक सामग्री प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहा जाता है इनबाउंड क्योंकि वे संगठन में आते हैं और रसद वह क्षेत्र है जिसके द्वारा हम परिवहन को देखते हैं और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से संबंधित अन्य मुद्दे इसलिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को बेहतर होना चाहिए ताकि खरीदे गए सामानों की सही मात्रा विनिर्माण के लिए उपलब्ध हो सके अगला सवाल जो हमें पूछना चाहिए कि आपूर्ति श्रृंखला की संरचना का समग्र प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब ज्यादातर बार हम इस सीरियल श्रृंखला का उपयोग करते हैं जो हम यहां दिखाते हैं एक आपूर्तिकर्ता विनिर्माण और फिर ग्राहक के माध्यम से लेकिन फिर हमारे पास अन्य संरचनाएं हैं हमारे पास आपूर्ति श्रृंखला में नेटवर्क संरचनाएं और अन्य संरचनाएं हैं जो समग्र प्रदर्शन पर प्रभाव डालेंगी अब नियोजन उपकरण क्या हैं जो विभिन्न संगठनों को एक साथ ला सकते हैं अब हम उन्हें एक साथ लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं लेकिन हम किस हद तक और कैसे करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी को लाने के क्या फायदे हैं वे कौन सी चीजें हैं जो हम कंपनियों और संगठनों के बीच योजना को बेहतर बनाने के लिए साझा कर सकते हैं इसलिए ये सवाल तब आते हैं जब संगठन एक साथ बात करते हैं या एक साथ काम करते हैं एक ही आपूर्तिकर्ता विनिर्माण संगठन के प्रतियोगी को उत्पादन कर सकता है और हम उस आयाम का कैसे ख्याल रखते हैं जब हम समग्र योजना भी करते हैं अब क्या उत्पाद विविधता और लघु उत्पाद जीवन चक्र को संभालने के लिए रणनीतियाँ हैं और हम इसे एक साथ आने वाले संगठनों के माध्यम से कैसे करते हैं यह एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा जब हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को देखते हैं अब एक आपूर्ति श्रृंखला में हमने जिन तीन पहलुओं के बारे में बात की है वे तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं आपूर्तिकर्ता से आइटम खरीदना इन वस्तुओं को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करना और वितरण जो तैयार उत्पादों को अंतिम ग्राहकों को भेजना है तो उन तीन पहलुओं को अब घर में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के रूप में लिखा जाता है लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जैसा कि मैंने इनबाउंड का मतलब है कि संगठन में आने वाले आइटम जिसका अर्थ है कि वे आपूर्तिकर्ताओं से आते हैं इसलिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को आपूर्तिकर्ता विकास और आपूर्ति प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है हम नए आपूर्तिकर्ता कैसे बना सकते हैं हम आपूर्तिकर्ताओं को कैसे विकसित करते हैं या यह सुनिश्चित करते हैं कि आपूर्तिकर्ता हमें सही समय पर सही मात्रा में आइटम देने में सक्षम हैं घर में लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पूरा सरगम है जिसे हमने पहले के लेक्चर्स के माध्यम से देखा है पहले के व्याख्यानों में हमने जो देखा उसमें से अधिकतर यह है कि कैसे एक संगठन चीजों को संभालता है जो सीधे संगठन के दायरे में हैं उदाहरण हमने पूर्वानुमान देखा हमने समग्र योजना देखी हमने समय निर्धारण देखा और हमने अन्य सभी पहलुओं को देखा इसलिए इन सभी पहलुओं इसलिए यदि हम अब इस पाठ्यक्रम में पिछले व्याख्यानों पर वापस जाते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत सी चीजें जो हमने देखी हैं अब तक घर में रसद के तहत आने वाले या एक विनिर्माण क्षेत्र में क्या होता है उससे निपटें तो शेड्यूलिंग हो सकती है फिर संगठन के भीतर मास्टर शेड्यूलिंग सामग्री आवश्यकता योजना लेआउट इन्वेंट्री प्रबंधन तो इन सभी को घर में रसद कहा जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करता है मैं कैसे वितरित करता हूं या मैं निर्माण से तैयार माल को अंतिम ग्राहक को कैसे भेजता हूं इसलिए यहाँ पहलू वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हैं परिवहन की कुछ समझ हम वितरण के संबंध में लागतों को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं और परिवहन हम इसके कुछ पहलुओं को देखेंगे क्योंकि हम पाठ्यक्रम में शेष व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं और हमने थोड़ा बाहर जाने वाले लॉजिस्टिक्स को देखा है जब हमने स्थान मॉडल देखे हैं जो कि गोदामों का पता लगाने के बारे में बात करते हैं और अंत में इन वेयर हाउसों के माध्यम से उत्पादों को अंतिम ग्राहकों में भेजते हैं हम इस पाठ्यक्रम में शेष व्याख्यान में गोदाम के स्थान के कुछ और पहलुओं और अन्य स्थान की समस्याओं को भी देखेंगे अब यह चित्र आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न परतों या स्तरों को बताता है आप उनमें से चार देख सकते हैं आप आपूर्तिकर्ताओं को देख सकते हैं आप विनिर्माण देख सकते हैं आप वितरण देख सकते हैं और आप अंतिम ग्राहक देख सकते हैं इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में ये चार परतें हैं जैसा कि मैंने भी उल्लेख किया है अगर हम एक संगठन या संगठन को देखने जा रहे हैं जो विनिर्माण कर रहा है कई आपूर्तिकर्ता होंगे कुछ वितरण चैनल होंगे कुछ गोदाम हो सकते हैं और कई ग्राहक होंगे जिनके माध्यम से उत्पाद या उत्पाद प्रवाहित होंगे अब सामग्री या उत्पाद बाएं से दाएं प्रवाहित होंगे इसलिए आपूर्तिकर्ताओं से विनिर्माण तक विनिर्माण से वितरण तक और ग्राहकों से वितरण तक नकदी प्रवाह विपरीत दिशा में होगा ग्राहक जो उत्पाद खरीदते हैं वितरण को नकद देंगे वितरण विनिर्माण और विनिर्माण को नकद प्रदान करेगा अंत में आपूर्तिकर्ताओं को नकद प्रदान करेगा तो सामग्री प्रवाह की तुलना में विपरीत दिशा में नकदी प्रवाहित होगी सूचना प्रवाह जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे थे वह दोनों दिशाओं में होगा हमने पहले ही देखा है कि आपूर्ति श्रृंखला सफल है या किसी संगठन के समग्र व्यवसाय को आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ बातचीत के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है इसे हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहते हैं इसलिए जब विनिर्माण आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करना शुरू करता है तो विनिर्माण और आपूर्तिकर्ताओं के बीच सूचना का दो तरह से प्रवाह होता है विनिर्माण के बारे में बात करता है वे आपूर्तिकर्ताओं से कितना चाहते हैं क्या मात्रा क्या आइटम और फिर आपूर्तिकर्ता विनिर्माण को न केवल सामग्री प्रदान करने के लिए बात करता है जो इस दिशा में होता है लेकिन इनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी के साथ सम्मान की मांग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है इसलिए आपूर्तिकर्ताओं और विनिर्माण के बीच दो तरह से सूचना प्रवाह है और विनिर्माण और वितरण के बीच एक दो तरह की सूचना प्रवाह है और फिर वितरण और ग्राहकों के बीच इसलिए सामग्री प्रवाह और नकदी प्रवाह के विपरीत दोनों दिशाओं में जानकारी बहती है जो एक दिशा में बहती है और एक दूसरे के विपरीत होती है अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब हम जानते हैं कि हम इन दोनों संस्थाओं को एक दूसरे से बात करने आपूर्तिकर्ता विनिर्माण या अन्य दो विनिर्माण वितरण और ग्राहक को वितरण के लिए मिल सकते हैं सूचना प्रवाह है हम उन्हें कैसे एकीकृत करते हैं या उन सभी को एक साथ लाते हैं ताकि आपूर्ति श्रृंखला में सूचना प्रवाह सही हो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संबंध में एक महत्वपूर्ण चुनौती है अब जब हम आपूर्ति श्रृंखला को देखते हैं तो आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक मुद्दे क्या हैं आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक मुद्दों को हमेशा की तरह रणनीतिक मुद्दों सामरिक मुद्दों और परिचालन या परिचालन मुद्दों में वर्गीकृत किया जा सकता है सामरिक मुद्दे दीर्घकालिक मुद्दे हैं जिनका प्रभाव के समय सीमा के संबंध में दीर्घकालिक प्रभाव या दीर्घकालिक है सामरिक मुद्दे आमतौर पर मध्यम अवधि के होते हैं और परिचालन मुद्दे बहुत ही अल्पकालिक होते हैं इसलिए आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को रणनीतिक सामरिक और परिचालन में वर्गीकृत किया जा सकता है कुछ रणनीतिक मुद्दे आपूर्ति श्रृंखला के डिजाइन साझेदारी स्थान आदि हैं इसलिए आपूर्ति श्रृंखला का डिज़ाइन विभिन्न सुविधाओं का पता लगाने के बारे में बात करेगा शायद विभिन्न देशों में बने विभिन्न उत्पादों आउटसोर्स किए गए आइटमों को उन संगठनों से खरीदा जाता है जो विभिन्न देशों में स्थित हैं और इसी तरह और भागीदारी जो भागीदार हैं जो आपूर्तिकर्ता हैं हम उन्हें कैसे चुनते हैं हम उन्हें कैसे विकसित करते हैं या हम उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे प्राप्त करते हैं आदि तो ये कुछ रणनीतिक मुद्दे हैं आपूर्ति श्रृंखला में कुछ सामरिक मुद्दे या आपूर्ति श्रृंखला के सदस्यों के बीच इन्वेंट्री नीति क्या है आपूर्ति श्रृंखला के सदस्यों के बीच क्रय नीतियां क्या हैं उत्पादन नीतियां परिवहन नीतियां गुणवत्ता नीतियां वगैरह क्या हैं उनमें से प्रत्येक के भीतर परिचालन मुद्दे गुणवत्ता नियंत्रण होंगे गुणवत्ता के पहलू क्या हैं उत्पादन योजना निर्धारण वगैरह ऑपरेटिंग मुद्दों के अंतर्गत आते हैं अब इन मुद्दों में से प्रत्येक को अलग अलग कार्यप्रणालियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और ये समाधान पद्धति इन मुद्दों में से प्रत्येक के तहत दी गई हैं इसलिए रणनीतिक मुद्दों को एक नेटवर्क डिज़ाइन दृष्टिकोण कहा जाता है का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है सामरिक मुद्दों को आमतौर पर सिमुलेशन आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है और परिचालन मुद्दों को आमतौर पर हेयुरिस्टिक या रफ कट या अंगूठे के दृष्टिकोण के नियम का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है इसलिए समस्या की प्रकृति के आधार पर इन मुद्दों को हल करने के लिए एक अलग समाधान दृष्टिकोण का भी उपयोग किया जा सकता है फिर हम आपूर्ति श्रृंखला निर्णय लेने के वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं राम गणेशन और टेरी हैरिसन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वर्गीकरण स्थान निर्णय उत्पादन निर्णय सूची निर्णय और परिवहन निर्णयों में आपूर्ति श्रृंखला के निर्णयों को व्यापक रूप से वर्गीकृत करेंगे हम भी उन्होंने पाँचवें आयाम के रूप में सूचना निर्णयों को भी शामिल किया है क्योंकि सूचना वह है जो सभी संगठनों को जोड़ती है जो शारीरिक रूप से स्थित हैं या शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर हैं इसलिए हम आपूर्ति श्रृंखला में पांच प्रकार के निर्णय देखेंगे स्थान निर्णय उत्पादन निर्णय सूची निर्णय परिवहन निर्णय और सूचना निर्णय अब एक संगठन के भीतर अगर आप देखते हैं कि हमने पहले के व्याख्यानों में उत्पादन निर्णयों सूची निर्णयों और स्थान निर्णयों के कुछ पहलुओं को पहले ही देख लिया है जहाँ हमने उत्पादन नियोजन समय निर्धारण सूची और स्थान पर ध्यान दिया है हमें अभी भी परिवहन से संबंधित कुछ फैसले या मॉडल और परिवहन से संबंधित जानकारी के कुछ पहलुओं को देखना बाकी है जिसे हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे स्थान के निर्णय मुख्य रूप से उत्पादन सुविधाओं के भौगोलिक स्थान के बारे में बात करते हैं जहां मैं अपनी उत्पादन सुविधाओं को रखता हूं

मैं अपने वेयरहाउस कहां रखूं मेरे स्टॉकिंग पॉइंट कहां रखें और मेरे सोर्सिंग पॉइंट कौन से हैं कौन से कंपनियां हैं या कौन से संगठन हैं जहां से हम आइटम खरीदने जा रहे हैं और अंत में ये अनुकूलन का उपयोग करके हल किए जाते हैं जो उत्पादन लागत करों पर विचार करता है क्योंकि विभिन्न देशों में भौगोलिक प्लेसमेंट एक देश के भीतर विभिन्न राज्यों में भौगोलिक प्लेसमेंट अलग अलग करों के कर्तव्यों को शामिल करें टैरिफ वितरण की लागत दूरी के आधार पर बदल जाएगी और उत्पादन क्षमता विभिन्न योजनाओं के साथ बदल जाएगी इसलिए हम एक जटिल अनुकूलन दिनचर्या के बारे में सोच सकते हैं जो उत्पादन लागत करों कर्तव्यों शुल्कों वितरण लागत उत्पादन क्षमताओं या क्षमता वगैरह पर विचार करती है अंत में स्थान निर्णयों पर पहुंचते हैं उत्पादन निर्णय इस बारे में हैं कि कौन से उत्पाद का उत्पादन करना है और कौन से पौधे इन उत्पादों का उत्पादन करेंगे इसलिए उत्पादन निर्णयों का अर्थ यह होगा कि जहाँ उत्पादन होगा वहाँ पौधों को चुना जाएगा और फिर अगले स्तर का निर्णय इन पौधों को उत्पादों को सौंपना है पहली बार में यह पता लगाने के लिए कि कौन से उत्पाद तैयार करने हैं और फिर इन उत्पादों को पौधों को सौंपना है और फिर हम पौधों को आपूर्तिकर्ताओं को कैसे आवंटित करते हैं और हम ग्राहकों को वितरण केंद्र और वितरण केंद्रों को पौधे कैसे आवंटित करते हैं अब महत्वपूर्ण समाधान विधियों में उत्पादन शेड्यूलिंग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का निर्माण मशीन शेड्यूलिंग उपकरण रखरखाव कार्य लोड संतुलन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं तो ये ज्यादातर चीजें हैं जो एक संगठन या घर के भीतर से संबंधित हैं एक बार पौधों पर उत्पादों का उत्पादन करने का निर्णय किया जाता है और इनमें से कुछ हम पहले से ही इस पाठ्यक्रम में व्याख्यान में देख चुके हैं इन्वेंटरी निर्णय तीन प्रकार के आविष्कारों से निपटते हैं कच्चे माल की सूची अर्ध तैयार या प्रगति सूची में काम करते हैं और तैयार माल की सूची अब हम एक चौथे आयाम में लाते हैं जो स्थानों के बीच प्रक्रिया सूची में है क्योंकि एक आपूर्ति श्रृंखला में हम विभिन्न संगठनों के बीच बातचीत को देखने जा रहे हैं इसलिए ऐसी सूची हो सकती है जो पारगमन में है या स्थानों के बीच प्रक्रिया में भी है अनिश्चितता के खिलाफ बफर करने के लिए अब इन्वेंट्री निर्णय महत्वपूर्ण हैं अब जिस क्षण अनिश्चितता है अनिश्चितता को कम करने के तरीकों में से एक इन्वेंट्री को संभालना है परंपरागत रूप से इन्वेंट्री का मतलब होगा भौतिक वस्तुएं जो मौजूद हैं लेकिन आज इन्वेंट्री को भौतिक वस्तुओं के रूप में तैयार किया जा सकता है इन्वेंट्री समय हो सकती है इन्वेंट्री नकद हो सकती है विचार बफर या अतिरिक्त इन्वेंट्री को कम करने के लिए है जिसे हम अनिश्चितता को संभालने या अनिश्चितता के प्रभाव को दूर करने के लिए धारण करते हैं तो इन्वेंट्री के फैसले अनिश्चितता के खिलाफ बफर करने के लिए या तो इकाइयों या समय या नकदी के संदर्भ में न्यूनतम इन्वेंट्री रखने की कोशिश कर रहे हैं समाधान विधियों में नियंत्रण नीतियां इष्टतम मात्रा में ऑर्डर मात्रा आर्थिक ऑर्डर फॉर्मूला और अलग अलग ऑर्डर मात्रा या उत्पादन मात्रा सूत्र शामिल होंगी जिन्हें हमने पिछले व्याख्यानों में देखा है सीमा स्तर गणनाएँ जो हमने देखी हैं सुरक्षा स्टॉक स्तर और गणनाएँ जो हमने देखी हैं प्रत्येक स्थान पर दिए गए सेवा स्तरों के आधार पर परिवहन निर्णय इन्वेंट्री की अप्रत्यक्ष लागत के साथ परिवहन लागत के बीच का व्यापार है अब जब सामान विनिर्माण सुविधाओं में बने होते हैं तो अब उन्हें अंतिम ग्राहक तक पहुंचाया जाना है अब कई बार उन्हें वितरण नेटवर्क या वितरण चैनल के माध्यम से ले जाया जाता है हालांकि कुछ मामलों में ग्राहकों को सीधे बिक्री भी मौजूद होती है इसलिए जब हमारे पास वितरण चैनलों के माध्यम से यह परिवहन होता है तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि मैं इन्वेंट्री का पता कहां लगाऊं इस भौतिक सूची को कहीं स्थित होना है और सवाल यह है कि हम इस सूची को कैसे या कहां से देखते हैं क्योंकि परिवहन की लागत है और सूची को रखने की लागत है इसलिए जब इन्वेंट्री को केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है तो हम महसूस करेंगे कि यह अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम है लेकिन परिवहन की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि हर बार इसे केंद्रीय स्थान से अलग अलग ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ता है यदि दूसरी ओर इस इन्वेंट्री को केंद्रीय स्थान पर नहीं रखा गया है लेकिन यह विकेंद्रीकृत है और विभिन्न स्थानों में आयोजित किया जाता है तो परिवहन की लागत में कमी आ सकती है लेकिन विशेष रूप से अनिश्चितता को संभालने के लिए इन्वेंट्री की मात्रा को आयोजित करना होगा अधिक है इसलिए किसी भी तरह से आपको पता चल जाएगा कि दोनों लागतों के बीच जो इन्वेंट्री की लागत के साथ साथ परिवहन की लागत भी है उनमें से एक उच्च होगा और दूसरा कम होगा और इसलिए प्रश्न यह होगा कि क्या होगा परिवहन निर्णय जैसे कि इन्वेंट्री और परिवहन से व्यापार की लागत को बनाए रखा जाता है अच्छी तरह से या दो लागतों के बीच एक अच्छा व्यापार है या दो लागतों का योग न्यूनतम होगा अब क्या कारक हैं जो इन्वेंट्री के स्तर के साथ साथ परिवहन की सीमा को प्रभावित करेंगे ग्राहक सेवा स्तर पहले वाला है क्योंकि जिस क्षण हमारे पास ग्राहक सेवा के स्तर होते हैं और कहते हैं कि हमें सेवा स्तर को पूरा करना है सेवा स्तर जितना अधिक बफर इन्वेंट्री की आवश्यकता है उतना ही अधिक है जिसे हमने इस पाठ्यक्रम में पहले देखा है भौगोलिक स्थान परिवहन की लागत को निर्धारित करेंगे उस स्थान से जहां इन्वेंट्री वर्तमान में उस स्थान पर रखी गई है जहां इन्वेंट्री चलती है वांछित बफर और इन्वेंट्री का स्तर ग्राहक सेवा स्तरों पर निर्भर करेगा और यह भी निरीक्षण करेगा कि परिवहन लागत अधिक है और वे समग्र रसद लागतों के 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं और अच्छे परिवहन निर्णय वास्तव में नीचे ला सकते हैं कुल परिवहन लागत अन्य निर्णय शिपमेंट साइज रूटिंग और उपकरण या उत्पाद का समय निर्धारण होगा जो परिवहन निर्णयों के कुछ कारक हैं

अब हम संक्षेप में बुल्विप प्रभाव नामक किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो श्रृंखला प्रबंधन की आपूर्ति करने के लिए बहुत विशिष्ट है और हम बाद के व्याख्यानों में इस बुल्विप प्रभाव को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे बुल्विप प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में इन्वेंट्री की मात्रा के बारे में बात करता है और सामान्य करता है कि जैसे ही हम आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत या आपूर्ति श्रृंखला के बाईं ओर बढ़ते हैं समग्र इन्वेंट्री अधिक होगी बुल्विप प्रभाव भी इस तथ्य के बारे में बात करता है कि जबकि समग्र इन्वेंट्री भी अधिक होगी यह इस तथ्य के बारे में भी बात करता है कि इन्वेंट्री में भिन्नता भी अधिक होगी बुलवइप प्रभाव का एक सरल विवरण यह है कि यदि ग्राहक की कोई मांग है जो डी है तो वितरक डिमांड रखेंगे ग्राहक स्तर पर मांग में उतार चढ़ाव का ख्याल रखने के लिए डी की तुलना में थोड़ी अधिक मात्रा में पकड़ बनाएंगे इसलिए इन लोगों को जितना इन्वेंट्री होल्ड करना है या डी की तुलना में थोड़ा अधिक करना चाहते हैं और वे उत्पादन नहीं करते हैं इसलिए वे उत्पादन करने वाले लोगों से खरीदेंगे और क्योंकि उनकी आवश्यकता डी की तुलना में थोड़ी अधिक है और जो मांग वे निर्माता को देते हैं वह उनके डी की तुलना में थोड़ी अधिक है जो उनके पास है और निर्माता वितरक द्वारा मांग की तुलना में थोड़ा अधिक उत्पादन करते हैं इसलिए इसलिए निर्माता की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए टियर एक आपूर्तिकर्ताओं और टियर टू सप्लायर्स पर दबाव डाला जाता है और वे अपनी मांगों को थोड़ा बढ़ाकर समाप्त कर देते हैं ताकि अनिश्चितता का प्रभाव पकड़ लिया जाए तो ग्राहक की मांगों में अनिश्चितता अंत में टियर दो आपूर्तिकर्ताओं पर मांग को बढ़ाती है और इससे अधिक इन्वेंट्री की मात्रा जो औसत इन्वेंट्री है कि टियर दो आपूर्तिकर्ता रखती है बहुत अधिक है इसलिए इसे बुलवाइप इफेक्ट कहा जाता है जहां आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा रखी गई औसत इन्वेंट्री बढ़ जाती है क्योंकि हम बाईं ओर बढ़ते हैं या जब हम आपूर्तिकर्ता दिशा की ओर बढ़ते हैं आयोजित औसत इन्वेंट्री में वृद्धि होगी और न केवल औसत इन्वेंट्री में वृद्धि होगी विविधता भी बढ़ेगी उतार चढ़ाव भी बढ़ेगा जबकि कई बार होगा यह छोटा होगा यह बड़ा होगा और यह छोटा हो सकता है यह छोटा हो सकता है कुछ और बड़ा होगा लेकिन प्रभाव जब हम औसत को देखते हैं जैसे ही हम बाईं ओर बढ़ते हैं औसत इन्वेंट्री बढ़ेगी और इन्वेंट्री आपूर्ति श्रृंखला के साथ उतार चढ़ाव करेगी इसे बुल्विप प्रभाव कहा जाता है और हम बाद में बैल कोड़े के प्रभाव को कम करने के तरीके या तरीके देखेंगे और कम करने के तरीकों में से एक समन्वय द्वारा है जानकारी साझा करके और लाकर ये लोग सूचना के दृष्टिकोण से एक दूसरे के करीब हैं अब बैल कोड़े मारने का क्या कारण है इनमें से कुछ परतें अधिक हैं औसत इन्वेंट्री अधिक है देरी या एक इकाई से दूसरी इकाई में जाने के लिए और उतार चढ़ाव के परिवर्तन की दर इसलिए अधिक उतार चढ़ाव सूची में ले जाते हैं अब प्रत्येक क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि श्रृंखला में प्रत्येक परत अलग अलग पैटर्न में पूर्वानुमान को अपडेट करती है अलग अलग समय पर ऑर्डर के आदेश में भी मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है जो सूची की मात्रा का निर्धारण करेगा जो वे करना चाहते हैं और ये मूल्य में उतार चढ़ाव पदोन्नति उत्पाद के प्रचार के कारण होते हैं और कई बार आपूर्ति की राशनिंग भी सूची को बढ़ाती है अब जब राशनिंग है जिसका मतलब है कि जब कुल आपूर्ति कुल मांग से कम है तो सभी मांग पूरी नहीं होने वाली है और इसलिए लोग अपनी मांग को विशेष रूप से बढ़ाते हैं ताकि यदि उन्हें आपूर्ति का आनुपातिक वृद्धि मिल रही है तो यह बात को बेहतर बनाता है इसलिए ऐसे क्षण हैं जहां कुल आपूर्ति कुल मांग से कम है और राशनिंग होता है जिसका अर्थ है कि मांग का केवल अनुपात ही पूरा होने वाला है प्रत्येक खिलाड़ी अपनी मांग को स्वचालित रूप से बढ़ाएगा ताकि उन्हें मिलने वाली वास्तविक मात्रा में वृद्धि हो सके इसलिए इन सभी का परिणाम सिस्टम में अतिरिक्त इन्वेंट्री के रूप में होता है जो कारण बनता है जिसे बुल्विप प्रभाव कहा जाता है बछड़े के प्रभाव से बचने के कई तरीके जिनमें से कुछ पूर्वानुमान इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बजाय पॉइंट ऑफ़ सेल डेटा का उपयोग करते हैं और आपूर्ति श्रृंखला में खिलाड़ियों के बीच या बीच जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो वे कौन से डेटा हैं जो बिक्री डेटा क्षमता डेटा इन्वेंट्री डेटा साझा किए जा सकते हैं वे सभी साझा किए जा सकते हैं जो प्रभावी रूप से लीड समय को नीचे लाएंगे और ऑर्डर करने की लागत को कम कर देंगे और इसलिए यह बुल्विप प्रभाव को कम करेगा अब हम बेहतर योजना कैसे बनाते हैं और हम आविष्कार कैसे कम करते हैं अब कुछ बिंदु यहां हैं लीड समय को कम करने में सहायता प्राप्त करना अब जिस क्षण हम लीड समय को नीचे लाते हैं जो या तो बाहरी लीड समय या आंतरिक लीड समय होता है अब बाहरी लीड समय क्या है बाहरी लीड समय आपूर्तिकर्ता से विनिर्माण में आने वाली वस्तुओं के लिए लिया गया समय है जो संगठन के लिए बाहरी है आंतरिक नेतृत्व समय विनिर्माण के लिए लिया गया समय है जो एक संगठन के भीतर होता है इसलिए जब हम लीड समय को कम करने की कोशिश करते हैं तो स्वचालित रूप से जो इन्वेंट्री हमारे पास है वह नीचे आ जाएगी अब आईटी समाधानों के माध्यम से सक्षम या सक्षम होना अब आईटी समाधान हमें इस लीड समय को कम करने में मदद करेंगे क्योंकि अधिक जानकारी उपलब्ध है और सटीक जानकारी उपलब्ध है और यह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से किया जा सकता है आंतरिक आईटी समाधान प्रबंधन सूचना प्रणाली के बारे में बात करते हैं वे एक संगठन के भीतर ईआरपी समाधान के बारे में बात करते हैं और बाहरी आईटी समाधान यह है कि कैसे हम सीधे जानकारी साझा करने के लिए या नेट के माध्यम से साझेदारी करने वाले संगठनों के ईआरपी प्राप्त करते हैं इसलिए आईटी समाधान आंतरिक और बाह्य रूप से उनकी मदद करते हैं मार्केट और बिजनेस इंटेलिजेंस आइडियाज का निर्माण करें और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग सिस्टम जैसे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जो कम इनवेंटरी की बात करता है और कम इंवेंट्री होने के लिए अलग तरह की प्लानिंग करता है तो ये ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा संगठन बेहतर योजना बना सकते हैं और इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं जिससे कि बुल्विप प्रभाव भी कम हो जाएगा अब आपूर्ति श्रृंखला में नियोजन के मुद्दे क्या हैं ताकि संगठन एक साथ आएं और योजना बनाएं इसलिए आपूर्ति श्रृंखला संरचना लीड समय और नियोजन को प्रभावित करती है आपूर्ति श्रृंखला कैसे संरचित होती है प्रत्येक परत पर कितनी संस्थाएँ या संगठन होते हैं और ये संगठन एक दूसरे के साथ किस हद तक सहयोग करते हैं यह संरचना के बारे में है जिससे प्रभावी योजना बनाने में मदद मिलेगी आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूर्वानुमान और मांग प्रबंधन प्रमुख आवश्यकताएं हैं इसलिए हमारे पास अच्छी पूर्वानुमान प्रणाली होनी चाहिए जो विश्वसनीय हो और कम भिन्नता दिखाए और हमें पूर्वानुमानों की तुलना में मांगों पर अधिक निर्भर रहना चाहिए लगातार प्रमुख समय काटने के नए साधनों की तलाश करनी चाहिए ईआरपी सिस्टम द्वारा प्रदान की गई डेटा दृश्यता का दोहन करें या योजना में मदद करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करें यह समझना भी आवश्यक है कि केवल एक प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला नहीं है विभिन्न प्रकार की आपूर्ति श्रृंखलाएं हो सकती हैं इसलिए यह शीर्षक से सूचीबद्ध होता है जो कहता है कि एक आकार सभी फिट नहीं है एक ही आपूर्ति श्रृंखला सभी संगठनों या विभिन्न संगठनों के लिए काम नहीं कर सकती है इसलिए दो वर्गीकरण व्यापक वर्गीकरण हैं जो किए गए हैं एक को एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है और दूसरे को एक उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है और यदि आप ध्यान से देखें तो उत्पादों को अब दो व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है इसलिए किसी को उत्पाद की प्रोफ़ाइल को समझने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम यह देखें कि उत्पाद के लिए किस प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियां हैं इसलिए उत्पादों को मोटे तौर पर कार्यात्मक उत्पादों और नवीन उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को कुशल आपूर्ति श्रृंखला और उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है कार्यात्मक उत्पादों में कुशल आपूर्ति श्रृंखला होती है और अभिनव उत्पादों के लिए उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला होती है अब कोई किसी उत्पाद को एक कार्यात्मक उत्पाद में कैसे वर्गीकृत करता है या एक अभिनव उत्पाद अगला सवाल है क्योंकि केवल उस वर्गीकरण के बाद हम कुशल आपूर्ति श्रृंखला और उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं अब 1997 में मार्शल फिशर द्वारा लिखित व्यापार समीक्षा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लेख है जिसका शीर्षक है आपके उत्पाद के लिए सही आपूर्ति श्रृंखला क्या है और वहाँ लेखक उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसका उपयोग उत्पादों को कार्यात्मक और अभिनव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है या कार्यात्मक उत्पादों की व्यापक विशेषताएं क्या हैं और अभिनव उत्पादों की व्यापक विशेषताएं क्या हैं कई मानदंडों के खिलाफ और इनमें से कुछ मापदंड उत्पाद जीवन चक्र योगदान मार्जिन विभिन्न औसत पूर्वानुमान त्रुटि स्टॉक मार्क सीज़नडाउन के लिए मजबूर अंत लीड समय ऑर्डर करने के लिए किए गए हैं अब यदि आप उत्पाद जीवन चक्रों को देखते हैं तो कार्यात्मक उत्पादों में लंबे जीवन चक्र होते हैं सुझाए गए आंकड़े 2 साल से अधिक होंगे जबकि अभिनव उत्पादों में छोटे जीवन चक्र होते हैं कार्यात्मक उत्पादों के लिए योगदान मार्जिन कम है अभिनव उत्पादों के लिए बड़ा है कार्यात्मक उत्पादों के लिए विविधता कम है अभिनव उत्पादों के लिए उच्च पूर्वानुमान कार्यात्मक उत्पादों के लिए कम हैं जिसका अर्थ है कि हम इन उत्पादों के लिए बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त करते हैं जबकि नवीन उत्पादों के लिए पूर्वानुमान त्रुटियां अधिक हैं जिसका अर्थ है कि पूर्वानुमान सटीकता अपेक्षाकृत कम है अभिनव उत्पादों के लिए कार्यात्मक उत्पादों के लिए औसत स्टॉक आउट बहुत कम है अभिनव उत्पादों के लिए स्टॉक आउटर्स बहुत बड़े हैं सीज़न के मार्कडाउन की समाप्ति अधिक है जिसका अर्थ है कि अधिक उत्पाद जबरन बिक्री के लिए या पदोन्नति छूट और इतने पर उपलब्ध हैं और ऑर्डर करने के लिए नेतृत्व का समय कार्यात्मक उत्पादों के लिए बड़ा है और अभिनव उत्पादों के लिए बहुत छोटा है इसलिए इस व्यापक वर्गीकरण के माध्यम से मौसम की पहचान करना संभव होता है जब कोई उत्पाद कार्यात्मक श्रेणी में फिट होता है या यह अभिनव श्रेणी में फिट होता है और कार्यात्मक उत्पाद और अभिनव उत्पाद पर निर्भर करता है हम कुशल आपूर्ति श्रृंखला और उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला के बारे में बात करते हैं जिसमें कुशल आपूर्ति श्रृंखला लागत कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है और ग्राहक आपूर्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला लागत में कमी और ग्राहक वितरण दोनों पहलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन फिर हम समझते हैं कि जैसे ही हम एक अलग प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं जो या तो कुशल है या उत्तरदायी है लागत में कमी पर अधिक जोर देना होगा एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला में और उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला में वितरण या ग्राहक वितरण

कई अन्य रणनीतियों का उपयोग कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है इनमें से कुछ रणनीतियां ईडीआई लिंक का उपयोग करके निरंतर पुनःपूर्ति कार्यक्रम हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज लिंक हैं पूर्वानुमान को सटीक रूप से अपडेट करने के लिए बिक्री डेटा के बिंदु को कैप्चर करने में सक्षम होने के लिए और हम यह भी समझेंगे कि पूर्वानुमान की जितनी अधिक सटीकता होगी पूर्वानुमान उतना ही बेहतर होगा संगठनों को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण पहलू आपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत को कम करना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर इन्वेंट्री को विनियमित करने पर आपूर्ति श्रृंखला की लागत से व्यक्तिगत संगठन लाभान्वित हों अब यह समझने के लिए हमने बुल्विप प्रभाव के कुछ पहलुओं को देखा इसलिए यदि आपूर्ति श्रृंखला में इन्वेंट्री कम हो जाती है तो लागत कम हो जाएगी और यदि पूर्वानुमान बेहतर और अधिक सटीक किए जाते हैं तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी और इसलिए पूर्वानुमान को सटीक रूप से अपडेट करने के लिए बिक्री डेटा कैप्चर करने के बिंदु पर बहुत जोर दिया जाता है संगठनों के साथ भागीदार जो आपूर्ति श्रृंखला का आवश्यक पहलू है दोनों तरफ या भीतर की तरफ या आपूर्तिकर्ता पक्ष और दाईं ओर या आउटबाउंड पक्ष या ग्राहक पक्ष अब डेटा दृश्यता और डेटा साझाकरण से लाभ के लिए संगठनों के बीच सिस्टम को एकीकृत करें और पुन अंक और पुन क्रम स्तरों को ठीक करने के लिए मजबूत इन्वेंट्री नियंत्रण तंत्र विकसित करें ताकि समग्र सूची नीचे आए इसलिए हमने इस व्याख्यान में देखा है कि कैसे संगठनों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए और एक आपूर्ति का निर्माण करना चाहिए श्रृंखला ताकि आपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत कम हो जाए और आपूर्ति श्रृंखला से वितरण बेहतर हो हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से और स्थान उत्पादन सूची और परिवहन निर्णयों के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को समझकर कैसे कर सकते हैं हमने उत्पाद जीवन चक्रों के सिकुड़ने और लागत को कम करने की निरंतर आवश्यकता के माध्यम से ऐसा करने की आवश्यकता को भी देखा और हमने दो प्रमुख वर्गीकरणों को एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला के रूप में उत्पाद के प्रकार और एक उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला के आधार पर कार्यात्मक के रूप में देखा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अन्य पहलू हम अगले व्याख्यान में देखेंगे